आपका स्वागत है और यह व्याख्यान संख्या 44 है और हम लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और विशेष रूप से हम इन लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रैंक और नलिटी थ्योरम के बारे में भी बात करेंगे और लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कर्नेल और इमेज की भी तो मुझे लिनियर मैपिंग या लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ शुरू करने दें तो यहाँ हम इन दो वेक्टर स्पेस के बारे में बात करते हैं तोX औरY दो वेक्टर स्पेस होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन FX→Yको लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लिनियर मैपिंग कहा जाता है यदि यह निम्नलिखित दो स्थितियों को संतुष्ट करता है तो ये स्थितियां क्या हैं इस वेक्टर स्पेस से किन्ही भी दो वेक्टर u और v के लिए यदि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं 𝑢 𝑣 𝑢 𝑣 तो यह एकप्रतिबंध हैइन दोनों आवश्यक प्रतिबंधों मे से इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए दूसराकिसी भी स्केलर k के लिए जोवास्तविक संख्या के समुच्चय से है और किसी भी वेक्टर 𝑢∈𝑋इस𝐹को संतुष्ट करना चाहिए कि𝐹 के इस k से स्केलर गुणन के लिए 𝑘𝑢𝑘𝐹𝑢 तो हमारे पास लिनियर के लिए ये दो प्रतिबंध आवश्यक हैं एक यह है इसF𝑢𝑣𝐹𝑢𝐹𝑣 तथा दूसरी शर्त जो हमारे पास है वह है की 𝐹𝑘𝑢𝑘𝐹𝑢 भी संतुष्ट करना चाहिए तो यहाँ 2 टिप्पणीयां ऊपर दी गई 2 शर्तों में से एक है तो यह 2 प्रतिबंध जिन पर हमने चर्चा की हैF𝑢𝑣𝐹𝑢𝐹𝑣 और𝐹𝑘𝑢𝑘𝐹𝑢 और इन दो प्रतिबंधों को जोडकर एक बनाया जा सकता है और यह इस प्रकार है किF𝑘1𝑢 𝑘2𝑣 𝑘1F𝑢𝑘2𝐹𝑣 इसलिए यहां हम मूल रूप से दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो एक मे यह u प्लस v था जो पहले से ही यहां𝑘1𝑢 𝑘2𝑣 है जो 𝑘1F𝑢 𝑘2𝐹𝑣 केबराबर होना चाहिए इसलिए उदाहरण के लिए पहले चरण में हम इसेk1𝐹𝑢केरूप मेंसोचेंगेऔर फिर इसk2F के रूप में यह निश्चितरूप से प्रतिबंध नंबर 1 और नंबर 2 है कि यह 𝑘1𝐹𝑢 𝑘2𝐹𝑣 के समान होना चाहिए तो दोनों ही प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं एक बार यहाँ यह स्थिति है किk1uk2v और इसे लगाने पर यदि यह𝑘1F𝑢𝑘2𝐹𝑣 केबराबर है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर ध्यान दें कि 𝑘0 के लिए तो यदि दूसरे प्रतिबंध के लिए अगर हम 𝑘 0 लेते है तो यह हमें F प्रदान करता है तो 0 गुणा u को वेक्टर स्पेस के एक प्रगुण से 0 वेक्टर होना चाहिए तो यहाँ फिर से हम इस F𝑢 में इसे 0 रखते है इसलिए जब हम इस 0 कोFसे गुणा करते हैं तो0 भी इस वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट हैऔर F फिर से 0 हो जाता है तो यहाँ हमे फिर F0 प्राप्त होता है तो यह F𝑢 Y का एलिमेंट है तो फिर से वही होना चाहिए जब हमारे पास यह 0 और इसYसे कुछ एलिमेंट हो तो यह फिर से इस Y में 0 वेक्टर देना चाहिए तो यहाँF0 तोइसका अर्थ है कि प्रत्येक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रांत से 0 वेक्टर कोपरिसर Yमे 0 वेक्टर पर ले जाता हैं तो यह वेक्टर स्पेस का एक और महत्वपूर्ण प्रगुण है जिसे हम देख सकते है इसका अर्थ है कि इसF0 तो 0 को वेक्टर स्पेस Y मे 0 पर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए तो हम कुछउदाहरणों को देखेगे जहां हम इन लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को देखेगे तो सबसे पहले यहां मानते है की F एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ 𝐹 → F𝑥𝑦𝑧𝑥𝑦0 तो यहां के जो भी एलिमेंट 𝑥 𝑦 𝑧 है ओर इसे यह 𝑥 𝑦 0 पर ट्रांसफॉर्म करता है तो यह उस बिंदु 𝑥𝑦𝑧 का 𝑥𝑦समतल पर प्रक्षेपण है तो यह ट्रांसफॉर्मेशन एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं हम इसे सत्यापित कर सकते हैं तो हम R3 से दो एलिमेंट्स को लेते तोइस R3 के2 एलिमेंट्स मे एक है𝑢𝑎𝑏𝑐 और अन्य एक हमने 𝑣𝑎𝑏𝑐 लिया है और अब पहले प्रगुण के ये दो गुण यह है कि जब हम इसे Fuv पर लगाते तो हमे FF मिलना चाहिएऔर हम इसकी जांच करेंगे 𝐹𝑢 𝑣 𝐹𝑎 𝑎′ 𝑏 𝑏′ 𝑐 𝑐′ 𝑎 𝑎′ 𝑏 𝑏′ 0 𝑎 𝑏 0 𝑎′ 𝑏′ 0 𝐹𝑢 𝐹𝑣 तो यहाँ लिनियरटी का पहला प्रतिबंध संतुष्ट होता है ओर अब हम दूसरे प्रतिबंध की जांच करेगे जो इस स्थिति मे पारंपरिक रूप से संतुष्ट होती है तो किसी स्केलर संख्या k के लिए हम ध्यान देते है कि 𝐹𝑘𝑢 𝐹𝑘𝑎 𝑘𝑏 𝑘𝑐 𝑘𝑎 𝑘𝑏 0 𝑎 𝑏 0 𝑘𝐹𝑢 तो यहाँ दोनों प्रतिबंध F𝑢𝑣F𝑢F𝑣 तथा F𝑘𝑢 𝑘F𝑢 तो लिनियरटी के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट किए जाते है ओर इस कारण यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन 𝑥 𝑦 𝑧 को 𝑥 𝑦 0 पर मैप कर रहा है एक प्रक्षेपण ट्रांसफॉर्मेशन है ओर जेसा कि हमने अभी सिद्ध किया यह लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक और उदाहरण में हम फलन 𝐹ℝ2→ℝ2 को लेते है जिसे हमF𝑥𝑦𝑥1𝑦2 द्वारापरिभाषित करते है अब सवाल यह है कि क्या यह लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं और यहाँ से यह स्पष्ट है क्योंकि लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रगुणों में से एक यह है कि यह हमेशा 0 को 0 पर मैप करता है और हम ℝ2 मे जानते है कि 0 एलिमेंट के रूप मे 00 है तो यह00 एलिमेंट को 00 एलिमेंट पर ले जाता है यह इसके एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने कि एक आवश्यक शर्त है लेकिन हमने यहाँ क्या देखा जब हम इसे00पर लगाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है हम 12प्राप्त कर रहे हैं तो इस तरह से यह एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता क्योंकि यह 00 एलिमेंट को 00 पर मैप नहीं करता बल्कि यह 12 एलिमेंट पर मैप करता है जो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मे हम देखते हैं कि यह मेट्रिक्स भी लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि तरह है क्योकि हम देखते है कि𝑚×𝑛का मेट्रिक्स 𝐴ℝnसे Rm मे ट्रांसफॉर्मेशन है इस नियम से कि यदि हम𝐴को 𝑥 से गुणा करते है जहां𝑥इस Rn से एक एलिमेंट हैतो हमे Rm से एक एलिमेंट मिलता है तो यहाँ A एक ℝ𝑛सेℝ𝑚 मे एक ट्रांसफॉर्मेशन है क्योकि यह इस परिभाषा Ax के अनुसार लिया जा रहा है तो हमारा फलन Axजैसा है तो यह𝑦𝐴𝑥𝑥∈ℝ𝑛𝑦∈ℝ𝑚 मे एक ट्रांसफॉर्मेशन है तो अगर यह A𝑚×𝑛मेट्रिक्स है तो यह ℝ𝑛 के एक एलिमेंट को ℝ𝑚 मे एलिमेंट पर मैप करता है जिसे आसानी से देख सकते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक मेट्रिक्स A पर विचार करते है जिसका आर्डर 𝑚×𝑛है तो यह𝑎11 𝑎12 ओर 𝑎1𝑛𝑎21𝑎22 ओर इसी प्रकार 𝑎2𝑛 और इसके बाद mवी रो 𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 ओर अंतिम एलिमेंट 𝑎𝑚𝑛है तो यह𝐴एक 𝑚×𝑛आर्डर का मेट्रिक्स है और यदि हम इस 𝐴𝑥पर विचार करते है तोइसका अर्थ है कि इस𝐴 काअब इस x से गुणा किया जाएगा तो𝑥1𝑥2ओर𝑥𝑛 ℝ𝑛से है इसका अर्थ हुआ की इसके n घटक हैतो𝑥1𝑥2𝑥𝑛 और अब अगर हम इस गुणन पर चर्चा करते हैं तो क्या होगा यह रो इस कॉलम में गुणा की जाएगी इसलिए हमे यहां यह मिलेगा तब इसे इस तरह गुणा किया जाएगा तो हमे यहाँ m पंक्तियां प्राप्त होगी तो यहmवींरो है यह पहली रो है तो एक गुणन के रूप में यहाँ हमे इस Rn से एक वेक्टर मिल जाएगाक्योंकि इसमे m घटक होगे और तो यह वेक्टर Rn से संबद्ध होगा तो जब हमारे पास m गुणा n का एक मेट्रिक्स होता है ओर यदि हम ℝ𝑛 के किसी वेक्टर से इसे गुणा करते है तो यह𝐴𝑥 ℝ𝑚 स्पेस का एक वेक्टर होगा तो इसm×nक्रम के सभी मैट्रिक्स कोहम लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में मान सकते हैं क्यों लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह के आव्यूहों के इस अच्छे प्रगुणों के कारण तो सबसे पहले हमने देखा कि यह𝐴𝑥ओर कुछ भी नहीं है लेकिन यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है अब यह एलिमेंट 𝑥जो ℝ𝑛से है और यह हमें ℝ𝑚 का एक एलिमेंट y देता है तो यहℝ𝑛कोℝ𝑚मे मैप कर रहा है और यह लिनियर प्रगुण है उन दो प्रगुणों को जब हम इस पर लगाते हैंA𝑢𝑣𝐴𝑢𝐴𝑣 तो 𝑢और𝑣के ℝ𝑛 एलिमेंट हैं तो जब हम 𝑢𝑣 पर लगाते है तो हमे क्या मिलेगा यह मेट्रिक्स का स्वयं का प्रगुण है तो𝐴𝑢𝐴𝑣और यही हम लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देख रहे थे यह एक आवश्यक प्रतिबंध है जो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए संतुष्ट होने चाहिए ओर दूसरा हैA𝜆𝑢 𝜆A𝑢 तोAλ𝑢 को λ𝐴𝑢 के बराबर होना चाहिए और यह मेट्रिक्स का एक ओर प्रगुण है जिसे हम आसानी से सत्यापित कर सकते हैं अगर हम चाहे तो तो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दोनों प्रगुणों को 𝑚×𝑛 के मेट्रिक्स द्वारा संतुष्ट किया जाता है तो हर𝑚×𝑛का प्रत्येक मेट्रिक्स जिसके एलिमेंट आवश्यक रूप से वास्तविक है ℝ𝑛 के एक एलिमेंट को ℝ𝑚 में मैप करता है तो यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम इस व्याख्यान में आगे बताएंगे कियह मेट्रिक्स ओरकुछ नहीं बल्कि ये लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं तो उदाहरण के लिए यहाँ हम यह देखते है𝐹ℝ2→ℝ3 और यह इस संबंध दिया जाता है तो यह𝐹एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और हमे इसकी जाँच करनी है और इसे जाँच करने का एक तरीका यह हो सकता है कि हम R2 के दो एलिमेंट लेते हैऔर फिर देखते हैं कि यह 𝐹𝑢𝑣 देता है 𝐹𝑢𝐹𝑣 तथा दूसरी शर्त है कि𝐹λ𝑢 λ𝐹𝑢 तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन 2 प्रतिबंधों को अलग से जाँच सकते हैं दूसरी संभावना जिसे हम वास्तव में यहाँ देखेंगे कि यहs t और अब अगर हम मेट्रिक्स के गुणों को याद करते हैं जो हम इस मेट्रिक्स वेक्टर गुणन के रूप में रख सकते हैं क्योंकिsको इस कॉलम से यहांगुणा किया जाता हैtइस कॉलम से गुणा किया जाता है और यह वास्तव में मेट्रिक्स वेक्टर गुणन का प्रगुण है तो यदि हम इन स्तंभो को मेट्रिक्स के पहले और दूसरे के रूप मे लेते है और फिर इस समुच्चय को फिर से स्तंभ वेक्टर तो यह गुणा जो वास्तव में हमे इस वेक्टर का s गुना प्लस इस वेक्टर का t गुना प्रदान करते है इसका अर्थ है कि हम इस मेट्रिक्स को इस रूप में लिख सकते हैं जिसके कॉलम ये दिए गए वेक्टर 2 1 4 और 3 5 3 और इस समुच्चय को हम फिर से एक कॉलम वेक्टर के रूप में डाल सकते हैं तो निश्चितरूप से जब हम इस गुणन को देखते है तो यह फिरहमने क्या देखा कि ये मेट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं तो हमें कुछ और जांचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इसे इस रूप में मेट्रिक्स के पदो में लिख सकते हैं और इसलिए यहएक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखने की इस मौलिक व्युत्पत्ति के बिना हमने इसे इस तरह से लिया है कि हम इसे मेट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूप मेंदर्शा सकते हैंऔर इसलिए यहएक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि हमने इसे मेट्रिक्स के रूप मे लिखा है और मेट्रिक्स लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं तो यहां एक और बिंदु पर चर्चा की जानी है जिसे कर्नेल और लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज कहते है और यहFX→Yफिर से एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो X के एलिमेंट्स को Y के एलिमेंट्स पर मैप करता है और कर्नेल F कोKer𝑥∈𝐹𝑥0 केरूप में परिभाषित किया गया है तो यह यहाँ कर्नेल है तो हमारे पास यह वेक्टर स्पेस X है हमारे पास यह वेक्टर स्पेस Y है और कर्नेल क्या है हम X में यहाँ इन सभी बिंदुओं को एकत्रित करेगेऔर यदि इन एलिमेंट्स को Y के 0 पर मैप किया जाता है तो फिर इस समुच्चय को इस ट्रांसफॉर्मेशन F का कर्नेल कहा जाएगा तो यह F के कर्नेल कीपरिभाषा है Xके वे सभी एलिमेंट जिनहे Y के 0 एलिमेंट पर मैप किया जाता है स्वाभाविक रूप से आवश्यक रूप 0 एलिमेंट होना चाहिए क्योंकि 0 को लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 0 से मैप करना होगा तो निश्चित रूप से 0 होगा वहाँइस कर्नेल में लेकिन इसके कर्नेल मे 0 के अलावा अन्य एलिमेंट भी हो सकते है एक और है जिसे इमेज कहा जाता हैImx∈𝑌 𝑥∈𝑋जिसके लिए𝐹𝑥𝑦 तो वास्तव में यह वह इमेज है जिस पर हम आमतौर पर चर्चा करते हैं जिसे हमने यहां माना है तो हम y के केवल उन सभी एलिमेंट्स को एकत्रित करेगे जो𝑋के कुछ एलिमेंट्स पर रूपांतरीत होते है तो इन दो परिभाषाओं Ker 𝐹औरImF के साथ हम केवल इस सरल उदाहरण xyz को देखते हैं यह फिर पुनः प्रक्षेपण ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ यह ℝ3के किसी भी एलिमेंट को यह xy तल के बिन्दु 𝑥𝑦0 पर मैप करता है तो Im F क्या है तो Im F मे हम y के उन सभी एलिमेंट्स की तलाश करते हैं जिनका पूर्व इमेज X में है इसका अर्थ है कि ℝ3 के सभी बिंदु 𝑎𝑏𝑐 जिनका तीसरा घटक 0 है क्योंकि वे Y के उम्मीदवार हैं और जब c 0 होता है तब उससे संबन्धित एलिमेंट भी X मे होगाऔर वह ओर कुछ नहीं 𝑎औरb है तो यहाँ इस ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज ओर कुछ नहीं है बल्कि सभी बिंदु abc है जिनका तीसरा घटक 0 है इसका अर्थ है सभी बिंदु 𝑎𝑏0 जहांa और b फिर से वास्तविक संख्या है तो यहाँ यह इमेज है और जब हम उन सभी बिंदुओं का समुच्चय लेते है जीनमे यह तीसरा घटक 0 है यह ओर कुछ नहीं xy तल है तो इमेज जैसा की हमने पहले चर्चा की है की यह ट्रांसफॉर्मेशन ओर कुछ भी नहीं है लेकिन यह ℝ3 के बिंदुओं को𝑥𝑦तल पर मैप करता है और यहवास्तव में प्रक्षेपण है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसलिए यह इमेज ओर कुछ नहीं बल्कि यह𝑥𝑦तल है क्योकि यह xy तल मे बिन्दु का मानचित्रण करता है तो इमेज 𝑥𝑦तल में है X के वे सभी बिन्दु जिनका मैप 0 होता है कर्नेल के बिंदु हैं तो यहाँ इस लिनियर मैप की परिभाषा के अनुसार यहाँ कोई भी बिंदु xyz 𝑥𝑦0 पर मैप होता है तो तीसरे को 0 किया जाएगा तो हम उन सभी एलिमेंट्स को चाहते हैं जिनका X में 0 एलिमेंट पर मैप होता है तो अगर हम यहाँ एक बिन्दु ab0 लेते हैं तो 𝑎b0 और तब जब हम इसका प्रयोग करते हैंतो यहाँ बिंदु यह है कि यदि हम इस ट्रांसफोर्म को किसी ऐसे एलिमेंट पर लगाते है जिनके प्रथम दोनों एलिमेंट 0 होते है तो हमे 000 एलिमेंट प्राप्त होगा तो यह xy0 में 0 एलिमेंट है तो हम ℝ3 के इस तरह के बिंदुओं की तलाश कर रहे हैक्योंकि उनका ट्रांसफोर्म y में 0 एलिमेंट है तो यह इस मैपिंग का कर्नेल बनाएगे और यह 𝑧अक्ष है क्योंकि 𝑧अक्षपर 𝑥और𝑦 दोनों 0 होते है तो पूरा𝑧अक्ष ℝ3 के 0 एलिमेंट पर मैप होगाऔर यह स्वभाविक है क्योकि जब हम z अक्ष का प्रॉजेक्शन लेते है तो यह ओर कुछ नहीं बल्कि ℝ3 का 0 एलिमेंट है तो यहाँ F की इमेज xy तल तथा कर्नेल z अक्षकेअलावाऔर कुछ नहींहै क्योंकि यह संपूर्णz अक्ष इस मूल बिंदु पर मेप हो रही है और यहाँ इमेज का अर्थ है𝑥𝑦समतलके सभी बिंदु जोइस मेपिंग की इमेज है तो यहाँ यह एक अच्छी थ्योरम है किFX→Yएक लिनियर मेपिंग है तब𝐹का कर्नेल तो𝐹का यह कर्नेल और इमेज Xके सबस्पेस है तो हम यहां औपचारिक रूप से इसे प्रमाणित नहीं करने जा रहे हैं लेकिन यह कर्नेल और इस इमेज की परिभाषा के अनुसार बहुत ही सरलता से किया जा सकता है हम यह सोच सकते हैं कि वे एक सबस्पेस बनाएंगे क्योंकि कर्नेल और कुछ नहीं बल्कि वे सभी एलिमेंट है जिनका मैप 0 होता है तो हमें मूल रूप से सबस्पेस के क्लोसर प्रगुणों को देखना होगा तो अगर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं जो 0 पर मैप होते हैं तो उनका योग भी 0 पर मैप होगा इसलिए इनका योग पुनः उसी कर्नेल मे होगा और बिल्कुल ऐसी ही अवधारणा पर हम इमेज के लिए भी विचार कर सकते हैं तो यहाँ बात यह है कि ये कर्नेल और इमेज सबस्पेस बनाते हैं और यहाँ एक अन्य उपयोगी थ्योरम है जिसका प्रयोग बाद में किया जाएगा मानते है 𝑥1𝑥2 𝑥𝑚 एक वेक्टर स्पेस X को स्पेन करते हैऔर साथ ही मानते है की 𝐹एक लिनियर मेप तो इन बिन्दुओं की इमेज यह वेक्टर जो की X केस्पेन x के वेक्टर है तो यह𝐹𝐹𝑥2𝑥𝑚 भी F के इमेज को स्पेन करेगे तो एक बहुत अच्छा बिंदु यहाँ यह है की अगर हमारे पास इस स्पेस x के वेक्टरस हैं और हम यह जानते हैं कि यह वेक्टरस वेक्टर स्पेस x का स्पेन करते है और हमे पता है की यहाँ मेपिंग 𝐹है तो𝐹𝑥1𝐹𝑥2F𝑥𝑚 F के इमेज कोस्पेन करेगेऔर प्रमाण की अवधारणा बहुत ही सरल है तो अगर हम इस F के इमेज में एक बिंदु लेओर अब वहाँ एक X विध्यमान होता हैक्योंकि यह X केइमेज में बिंदु तो इस वेक्टर स्पेस X में एक x ऐसा होना चाहिए कि यह Fx y के बराबर हो और फिर हम इस x को लेते है क्योंकि इस वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को इन 𝑥1𝑥2𝑥𝑚 के एक लिनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है क्योकि यह वेक्टरस वेक्टर स्पेस x का स्पेन करते है तो ऐसा होने के कारण हम इस x को इन xi's के रूप से अभिव्यक्त कर सकते है अर्थात इन xi's के लिनियर कॉम्बिनेशन के रूप मे और अब जब हम इस x पर लिनियर मेप F का प्रयोग करें हमे y मिलता है तो यह x पर F ओर मेप की लिनियारिटी के कारण हम इस F को यहाँ अंदर इन xi's पर लेते हैक्योंकि यह अचर है यह लिनियर मेप की परिभाषा है तो हमारे पास है यहलीनियरिटी केकारण है और अब हम देखते हैं कि इसyएलिमेंट को हम इन 𝐹𝑥𝑖 's के लिनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते है और यह ठीक वैसा ही है जैसा कि वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट yहम इन वेक्टरस 𝐹𝑥𝑖 's के लिनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं इसलिए यह वेक्टर F𝑥𝑖 F के इमेज को स्पेन करेगा तो यहां मेट्रिक्स मैपिंग के कर्नेल और इमेज तो क्योंकियह मेट्रिक्स भी लिनियर मेप 0हैं तो यदि आप जल्दी से इस सरल उदाहरण पर विचार करेइस3 पंक्तियों और 4 कॉलम वाले और हम अभी के लिए ℝ4 का सामान्य बेसिस 𝑒1𝑒2𝑒3𝑒4लेते है यह ℝ4का मानक बेसिस हैं जिसके बारे मे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं तब पिछले थ्योरम के अनुसार हम जानते हैं कि𝐴𝑒1𝐴𝑒2𝐴𝑒3Ae4 A के इमेज कोस्पेन करेगे यहℝ3 में वेक्टर हैं यह इमेज में वेक्टर हैं और हम पिछले थ्योरम से जानते है कि यहाँ यह वेक्टर इमेज को स्पेन करेगे तो हम पहले से ही R3 के इस इमेज के स्पेनिंग वेक्टर को जानते है जो ℝ3 में है तो इस𝐴की इमेज तो ये क्या हैं ये यहाँ के स्तंभ हैं ये इस दिए गए मेट्रिक्स के कॉलम हैं तो इमेज ओर कुछ भी नहीं है लेकिन कॉलम स्पेस है इन कॉलम द्वारा स्पेन किया गया कॉलम स्पेस है जिसकी चर्चा हम पहले से ही कर चुके है और जो हमने देखा है कि इमेज कुछ और नहीं बल्कि इन स्तंभों का स्पेन है तो इस प्रकारIm𝐴 A का स्तंभ स्पेस है तो जब हम यहां मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं तो कॉलम स्पेस ओर कुछ भी नहीं है केवल Im है इसी प्रकार कर्नेल क्योंकि कर्नेल यहां वह सभी बिंदु है जिनका मैप 0 हैइसका अर्थ है की हम ℝ4 के उन सभी बिन्दुओं x को देख रहे हैं जिसका मेप R3 में 0 पर होता है तोइसका अर्थ है की वास्तव मे हम क्या देख रहे हैं हम इस मेट्रिक्स A के इस नल स्पेस की तलाश कर रहे हैं क्योंकि यह नल स्पेस की परिभाषा थी कि इस सिस्टम का हल समीकरण हमें नल स्पेस देता है तो यहाँ कर्नेलस के रूप में नल स्पेस उसी के समान है जैसा की मेट्रिक्स मैपिंग की स्थिति में नल स्पेस कर्नेल है अंत में यहा लिनियर मैप की रैंक और नलिटी तो अगर हम इमेज A को याद करे जो A का स्तंभ स्पेस हैऔर फिर स्तंभ स्पेस का डाईमेन्शन जब हमने मेट्रिक्स की रैंक पर चर्चा की थी तो यह कॉलम स्पेस का डाईमेन्शन था जो वहां रैंक था तो यहाँ लिनियर मेप के संदर्भ में एक लिनियर मेप की रैंक 𝐹की इमेज का डाईमेन्शन होगा तो F की इमेज रैंक होगी तो यह रैंक की एक सामान्य परिभाषा है जो मेट्रिक्स की स्थिति मे दी जाती है जो विशेष स्थिति है और हमने मेट्रिक्स की रैंक की अवधारणा पर अलग से चर्चा की है तो मेट्रिक्स की रैंक स्तंभ स्पेस का डाईमेन्शन थी लेकिन यहाँ हमारे पास ओर अधिक सामान्य शब्दावली है जिसे मेपिंग F की इमेज कहा जाता है तो यह कर्नेल 𝐹ओर कुछ नहीं बल्कि इमेज F की डाईमेन्शन है इसी प्रकार F का कर्नेल A का नल स्पेस थाऔर पुनः यह नलिटी हैजिसे हम नल स्पेस का डाईमेन्शन कहते हैं तो यह वह नलिटी है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं तो नलिटी कर्नेल की डाईमेन्शन के अलावा और कुछ नहीं है तो यह दोनों पुनः कर्नेल के बारे में दो और परिभाषाएँ हैं जो मेट्रिसेस की रैंक की परिभाषा मे हमारे द्वारा की गई चर्चा से अधिक सामान्य है तो यहाँ𝐹की रैंक F की इमेज का डाईमेन्शन और नलिटी F के कर्नेल के डाईमेन्शन के अलावा कुछ नहीं है और यहाँ एक थ्योरम कि माना कि𝑋तो परिमित डाईमेन्शन का वेक्टर स्पेस है साथ ही माना कि𝐹एक लिनियर मेप है तो रैंक तथा नलिटी का योग X की डाईमेन्शन के बराबर होता है तो यह रैंक नलिटी थ्योरम हम मेट्रिक्स के लिए भी चर्चा कर चुके है जहां रैंक तथा नलिटी का योग चरो की संख्या n तथा जो यहाँ स्थिति है क्योंकि यहाँ 𝐴ℝn से ℝm मे मेप हैताकि वास्तव में इस डोमेन की यहाँ डाईमेन्शन X की डाईमेन्शन है तोरैंक 𝐹नलिटी𝐹dim𝑋 है जो की हमारे मेट्रिक्स के लिए परिणाम की तुलना में अधिक सामान्य परिणाम है यहाँ निष्कर्ष पर आते हैतो हमने लिनियर मेप पर चर्चा की और लिनियर मेप सिद्ध करने के लिए सिर्फF𝑘1𝑢𝑘2𝑣𝑘1𝐹𝑢𝑘2𝐹𝑣 का प्रयोग करने की आवश्यकता है तब हम कह सकते है कि दिया गया मेप एक लिनियर मेप है और हमने यह भी देखा है कि यह मेट्रिक्स भी लिनियर मेप हैं और अगर मेट्रिक्स का ऑर्डर 𝑚×𝑛है तो वे ℝ𝑛 के एलिमेंट्स को ℝ𝑚 पर मैप करती है और A का यह मैप ओर कुछ नहीं A का कॉलम स्पेस हैऔर इस लिनियर मेप A का कर्नेल ओर कुछ नहीं A का नल स्पेस है तो यह यहाँ प्रयोग किए गए संदर्भ हैं और आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद